कॉपीराइट कॉपीराइट का शाब्दिक अर्थ आगे और प्रतियां बनाने के अधिकार के रूप में माना जा सकता है इसलिए जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह और प्रतियां बना सकता है तो यह एक माध्यम का अस्तित्व बनाए रखता है अब हम सोच सकते हैं कि प्रति माध्यम पर बनाई जा रही है या हम सोच सकते हैं कि प्रति माध्यम से प्रेषित की जा रही है इसलिए कॉपी करने के अधिकार की विशेषता महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि कॉपीराइट स्वयं कार्यों पर प्रकट होता है और मोटे तौर कार्य पर उन उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी प्रकार के बौद्धिक या रचनात्मक प्रयास से निर्मित होते हैं तो कॉपीराइट क्या है कॉपीराइट एक विशेष अधिकार है जो कानून द्वारा दिया जाता और कानून द्वारा प्रदान किसी भी अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार की तरह एक समय की अवधि तक विस्तारित होता है और यह एक अवधि के लिए मौजूद होता है इसलिए यह समयबद्ध अधिकार है कॉपीराइट सीमित जीवन बौद्धिक संपदा की श्रेणी में आएगा यह अवधारणा हमारे आगामी व्याख्यानों में दिखाई देगी अब किसके पास कॉपीराइट हो सकता है कॉपीराइट लेखकों संगीतकारों कलाकारों या कलात्मक साहित्यिक नाटकीय या रचनात्मक कार्य के किसी भी रूप में बन सकता है जो लोग रचनात्मक कार्य करते हैं वे कॉपीराइट के मालिक हो सकते हैं इसमें उनके असाईनी भी हो सकते है तो एक लेखक एक किताब लिखता है और इसे प्रकाशक को सौंपता है इसलिए प्रकाशक कॉपीराइट का मालिक बन जाता है यह अधिकार मूल कार्य की प्रतियों की छपाई प्रकाशन बिक्री से संबंधित है आपने देखा कि इसमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होगी तो काम को एक चीज के रूप में समझा जाता है जो एक माध्यम पर किया जाता है और फिर से कॉपी इस तथ्य से बंधा है कि आप किसी काम की और प्रति बना सकते हैं इसलिए कॉपीराइट के दायरे को समझने के लिए ये दो अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं कि आप अधिक प्रतियां बना सकते हैं और यह रचनात्मक कार्यों में होता है नक़ल करने का या प्रतियाँ बनाने का अधिकार साहित्यिक या कलात्मक कार्यों में मौजूद है यह फिल्मों में ध्वनि रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है यदि यह साहित्यिक है या एक कलात्मक कृति है तो हमने इसके द्वारा प्रतियाँ बनाने के अधिकार का उल्लेख किया हमने प्रसारण के अधिकार और प्रतियों को बेचने के अधिकार का भी हवाला दिया अपने आप में कॉपी करने का अधिकार कोई अंत नहीं है आप इन कॉपियों को क्यों बनाते हैंक्योंकि बड़े पैमाने पर प्रतियां लाभ के लिए बनाई जाती हैं इसलिए किसी को इसका उपयोग करने की अनुमति देना दोहन से हमारा यही तात्पर्य है इसलिए मूल कारण यह है कि कॉपी करने का अधिकार कानून द्वारा मालिकों को अपने काम का फायदा उठाने की अनुमति देने के लिए प्रदान किया गया है है उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जब एक पुस्तक प्रकाशित करता है तो वह पुस्तक का कॉपीराइट स्वामी बन जाता है अपनी पुस्तक में कॉपीराइट का दावा करने के लिए वह केवल प्रतीक रखता है जिसमें एक सर्कल में एक छोटा सी © लेखक का नाम और वह पुस्तक लिखे जाने का वर्ष वर्णित होता है I अब इसे हम कॉपीराइट सूचना कहते हैं जो आपको लगभग हर उस पुस्तक में मिलेगी जो आपके पास होगी या तो लेखक का नाम कॉपीराइट स्वामी के रूप में होगा या आपको प्रकाशक का नाम कॉपीराइट स्वामी के रूप में मिलेगा इसलिए जब प्रकाशक कॉपीराइट का मालिक होता है तो हम समझते हैं कि लेखक ने पुस्तक लिखी है और प्रकाशक को कॉपीराइट सौंपा गया है जिसके रोजगार के तहत लोगों की एक टीम थी जिन्होंने पुस्तक लिखी I कॉपीराइट सूचना में लेखक और प्रकाशक का नाम लिखा होता है तो एक कॉपीराइट आई पी भी शामिल होता है अब किसी भी लिखित कार्य को एक साहित्यिक कार्य माना जाता है जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है कि साहित्यिक कार्य उन सबसे आसान चीजों में से एक है जिसे हम बना सकते हैं लगभग हर व्यक्ति जो साक्षर है वह साहित्यिक कार्य बना सकता है साहित्यिक कार्य का कोई साहित्यिक मूल्य होना ज़रूरी नहीं है I कॉपीराइट कानून किसी कार्य की साहित्यिक योग्यता के विवरण को महत्व नहीं देता है जब तक इसे बनाया जाता है जब तक यह मौलिक हैऔर इसे एक लेखक के द्वारा किया जाता है काम के रूप में उत्तीर्ण हो सकता है इसलिए आपका एसएमएस एक साहित्यिक काम है इसलिए यह कॉपीराइट को बनाने और अपने पास रखने के लिए सबसे आसान बौद्धिक संपदा अधिकारों में से एक है आप इसे अपने दम पर इसे बना सकते हैं कोई भी साक्षर व्यक्ति कुछ पंक्तियों की रचना कर सकता है और यह कॉपीराइट के लिए एक संभावित विषय बन जाता है और यह स्वयं के लिए आसान है क्योंकि मालिक की औपचारिकता सिर्फ इस कार्य को कॉपीराइट नोटिस से साथ जोड़ना है जिसके लिए फिर से कार्यालय में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि हमने पैटेंट और ट्रेडमार्क के मामले में देखा तो यह कुछ ऐसा है जो रचनाकार पर तुरंत लागू होता है और स्वामित्व के तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं होता है कॉपीराइट नोटिस जो एक लेखक अपनी पुस्तक में डाल सकता है वह कॉपीराइट की सूचना या स्वामित्व की सूचना के योग्य हो जाता है यह अधिकार क्यों मौजूद है जिस अधिकार का हमने उल्लेख किया है वह किसी कार्य के लेखकों और रचनाकारों की रक्षा करने के लिए और उनके व्यावसायिक रूप से काम से पैसा कमाने के लिए काम का फायदा उठाने के लिए मौजूद है अगर यह अधिकार मौजूद है तो क्या होता है उदाहरण के लिये जब एक लेखक अपनी पुस्तक लिखता है और पुस्तक तुरंत बाजार में दूसरों द्वारा कॉपी की जाती है तो यह उसके अधिकार का उल्लंघन होगा बिना अनुमति के कोई व्यक्ति किसी के काम का उपयोग करता हैतो इसे कॉपीराइट के अधिकार का उल्लंघन समझा जाता है कॉपीराइट कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति कॉपीराइट संरक्षित किताब से स्वामी की अनुमति के बिना एक नाटक बनाकर प्रतियां बनाता है उस पुस्तक का अनुवाद करता है उस पुस्तक को बेचता हैऐसा कोई भी कार्य उल्लंघन कहलाता है उल्लंघन की राहत उल्लंघनकर्ता के खिलाफ उल्लंघन गतिविधियों को रोकने के लिए अदालत का आदेश हो सकती है या यह उल्लंघन के कारण हुए नुकसान के बदले मुआवजे से संबंधित नुकसान भी हो सकता है एक सही कॉपीराइट अपवाद और सीमाओं के बिना नहीं है कॉपीराइट के उपयोग के कुछ अपवाद और सीमाएँ हैं उचित उपयोग या उचित व्यवहार एक ऐसा अपवाद है जो लोगों को कॉपीराइट कार्य का उपयोग करने की अनुमति देता है उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कोपिराइटिड पुस्तक खरीदकर कुछ पृष्ठ या अनुच्छेद कॉपी करना चाहता है तो क़ानून के तहत उसे ऐसा करने की अनुमति है चाहे कॉपी करने से उल्लंघन होता है कानून आपको कुछ पृष्ठों को कॉपी करने की अनुमति देता है बशर्ते कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसके लिए कुछ प्रतिबंध हों तो यह एक ऐसी चीज है जिसकी अनुमति शिक्षण के लिए शिक्षा के उद्देश्य सेया छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है कॉपीराइट का काम एक पुस्तकालय में रखा जाता है और पुस्तकालय के सदस्यों को उस पुस्तक को उधार लेने की अनुमति होती है इसलिए उचित उपयोग या उचित व्यवहार एक ऐसी चीज है जिसे कॉपीराइट धारक के अधिकार के अपवाद के रूप में देखा जाता है मूल कार्यों में कॉपीराइट का निर्वाह होता है जब साहित्यिक नाटकीय संगीत या कलात्मक कार्यों की बात आती है तो कॉपीराइट में मौलिकता एक आवश्यकता है जबकि ध्वनि रिकॉर्डिंग व्यवस्थाओं में ध्वनि आने पर मौलिकता की आवश्यकता नहीं है अब हम देखेंगे कि यह कैसे विकसित हुआ है इसमें हम मौलिकता शब्द का उपयोग उस तरह नहीं करते जैसे हम पेटेंट क़ानून में करते हैं हम कहते हैं कि आविष्कार को इस अर्थ में नया होना चाहिए कि इसमें पूर्व कला से प्रत्याशित ज्ञान जो पहले से था वह नहीं होना चाहिए था कॉपीराइट कानून में मौलिकता इस तथ्य को संदर्भित करती है कि है कि यह लेखक से उत्पन्न हुआ अनूठा कार्य है तो किसी कार्य को लेखन का मौलिक कार्य माने जाने के लिए यह सब आवश्यक है और विस्तार से यह लेखक की बौद्धिक रचना होनी चाहिए थी तो किसी कार्य की मौलिकता दिखाने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं यह एक लेखक से उत्पन्न हुई हैं और यह उसकी बौद्धिक रचना है तो कॉपीराइट कानून में यह आवश्यकता आसानी से संतुष्ट होती है वास्तव में मौलिकता की आवश्यकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी संगठन या कार्यालय कॉपीराइट या कॉपीराइट के अनुदान के लिए परीक्षण करेगा कॉपीराइट केवल इस तथ्य से प्रदान किए जाते हैं कि वे बनाए गए हैं और मौलिकता पर प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होंगे जब उल्लंघन होता है और कॉपीराइट के लिए चुनौतियां हैं इसलिए मौलिकता का निर्धारण करना गुणवत्ता के लिए एक मुद्दा नहीं है उदाहरण के लिए रवींद्रनाथ टैगोर की कविता पर कॉपीराइट है और इसी तरह एक स्कूल के बच्चे द्वारा लिखी गई कविताओं में काम पर समान सुरक्षा कॉपीराइट संरक्षण होगा इसलिएयदि कॉपीराइट व्यवस्था द्वारा काम की गुणवत्ता देखने की बात होतो कार्य पर सुरक्षा गुणवत्ता पर निर्भर नहीं है फिर हम एक अनुचित स्थिति का निर्माण करेंगे जहां न्यायालय और न्यायाधीश कला समीक्षकों के रूप में कार्य करेंगे कि उन्हें एक कलात्मक कार्य की योग्यता का न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा इसलिए शुक्र है कि हमारे पास वह व्यवस्था नहीं है कि अदालतें उन तथ्यों पर गौर करेंगी कि क्या किसी काम का उल्लंघन हो रहा है या नहीं कॉपीराइट पर विवादों का निर्धारण करते समय अदालत किसी कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देगी इसलिए जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि मौलिकता की आवश्यकता ध्वनि रिकॉर्डिंग प्रसारण टंकण कार्यों को मौलिक होने की आवश्यकता नहीं है जब एक प्रसारण किया जाता है तो हर प्रसारण पर एक अलग कॉपीराइट निहित होता है उदाहरण के लिए एक घटना सीधी प्रसारित होती है उस पर एक कॉपीराइट होता है और अगले दिन एक पुनः प्रसारण होता है जिसके ऊपर एक अलग कॉपीराइट होता है या दूसरे शब्दों में अगर कोई पुस्तक है जो सत्रह संस्करणों आ चुकी है उस पर अलग अलग सत्रह कॉपीराइट होते हैं फ़िल्मों को मौलिक कार्य माना जाता है हालांकि इसमें ध्वनि रिकॉर्डिंग और कुछ प्रकार का प्रसारण शामिल है अब उन्हें मूल कार्यों के रूप में माना जाता है कॉपीराइट कानून के विकास के साथ वे मूल कार्यों के रूप में बनाए जाते हैं सही कॉपीराइट का दायरा मात्र नक़ल करने से आगे जाता है यह साहित्यिक कार्यों के अनुवाद तक विस्तृत हो सकता है यह सार्वजनिक प्रदर्शनों तक विस्तारित हो सकता हैउदाहरण के लिए एक नाटक है जो एक कॉपीराइट नाटक हैउस नाटक के सार्वजनिक प्रदर्शन को भी कवर किया जा सकता है यह तकनीकी विकास को भी कवर कर सकता है उदाहरण के लिए मंच पर होने वाले नाटक का प्रसारण करना या कंप्यूटर पर काम की मेजबानी करना ये सभी काम एक मौजूदा काम के तकनीकी विकास के रूप में माने जाते हैं वे कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं वे एक कलात्मक रचना के संबंध में अतिव्यापी कहलाता है इसलिए दुनिया आज प्रथम आवेदन सिद्धांत का पालन करती है भले ही आविष्कार का आविष्कार किसने किया हो जो व्यक्ति पेटेंट कार्यालय से पहले संपर्क करता है वह आविष्कार प्राप्त करता है तो इस प्रकार पेटेंट कानून में प्राथमिकता निर्धारित की जाती है जिसका अर्थ है कि अगर दो लोग एक साथ एक आविष्कार के साथ एक ही दिन आए तो जिस व्यक्ति ने पहले पेटेंट कार्यालय से संपर्क किया था उसे आविष्कार पर स्वामित्व मिलेगा कॉपीराइट थोड़ा अलग है आपके पास एक साथ रचनाएं हो सकती हैं और आपके पास समान कार्यों पर ओवरलैपिंग करते हैं कॉपीराइट कानून में उनके प्रत्येक कार्य पर दो कॉपीराइट होंगे एक कार्य को एक पूर्व कार्य के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा जैसा कि हम पेटेंट कानून में करेंगे बल्कि दोनों कार्य एक साथ रचना के रूप में मौजूद रहेंगे इसलिए कॉपीराइट कानून में रचनात्मक कार्यों के संबंध में प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है जो पेटेंट कानून के पास है और क्योंकि यह पंजीकरण पर निर्भर नहीं है आप सिर्फ इसे बनाकर या दुनिया को रचना के अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए कॉपीराइट सूचना जोड़कर कॉपीराइट बना सकते हैं इसका पेटेंट कानून के पंजीकरण के मुद्दों से टकराव नहीं है इसलिए आपके पास कॉर्पोरेट कहा जाता है अब यह हमें बताता है कि विचार हो सकते हैं लेकिन कॉपीराइट का दायरा केवल विचार की सुरक्षा के लिए है यह एक अच्छी बात है क्योंकि अगर आप उदाहरण के लिए मर्डर मिस्ट्री है इसलिए अगाथा क्रिस्टी को कई मर्डर मिस्ट्री की अनुमति देगा चूँकि एक अन्वेषक द्वारा सुलझाई जा रही हत्या का एक विचार संरक्षित किया गया था तो उस विधा में कोई और हत्या रहस्य उपन्यास नहीं हो सकता है इसलिए कानून विचारों की रक्षा नहीं करता है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति की रक्षा करता है जिसका मतलब है कि आपके पास अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई मर्डर मिस्ट्री की एक पूरी शैली हो सकती है अलग अलग स्थानों में अलग अलग पात्रों द्वाराअलग अलग तरीकों सेअलग अलग कथानकों में अलग अलग तरीक़ों से हत्या का रहस्य सुलझाया जाता है इसलिए यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर है कि अधिकार का दायरा विचारों पर नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति पर है अभिव्यक्ति की सुरक्षा में कुछ नुकसान भी हैं परंतु विचारों की सुरक्षा में नहीं कोई व्यक्ति एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए एक विचार के साथ आता है और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली घटना हैइस लेखक द्वारा तैयार की जाती है और वह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सभी विवरणों पर ध्यान देता है कि इसे कैसे आयोजित किया जाना हैकैसे प्रतियोगी अगले स्तर पर जाएंगे कि कैसे उन्हें उत्तर देने का विकल्प देने हैं इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के संबंध में विभिन्न विवरण लेखक द्वारा बनाए जाते है यह अभी भी एक विचार के चरण में है क्योंकि यह स्वयं एक उत्पाद नहीं हो सकता है किसी को एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करनी होगी इसे टीवी चैनलों पर प्रसारित करना होगा इसका मतलब है कि जनता इसमें भाग ले सकती है और इसे एक कार्यक्रम में शामिल कर सकती है क्योंकि कॉपीराइट विचारों की रक्षा नहीं करता है अवधारणा या अपने आप में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विचार संरक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कानून केवल अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है शब्द और विषय वस्तु एक कॉपीराइट की एक सीमित अवधि है कॉपीराइट लेखक के जीवनकाल के 60 साल बाद तक होता है भारत में कॉपीराइट का मालिक आमतौर पर निर्माता यानि लेखक होता है या कुछ मामलों में यह नियोक्ता हो सकता है यदि नियोक्ता ने कॉपीराइट बनाने के लिए कर्मचारी को नियुक्त किया है और रोजगार की शर्तों के अनुसार कॉपीराइट कार्य या सृजन नियोक्ता का कार्य कहलाएगा कॉपीराइट को किसी व्यक्ति से उसकी संतान को वसीयत के माध्यम से सौंपा जा सकता है यदि व्यक्ति लाइसेंस के माध्यम से जीवित है कुछ नैतिक अधिकार भी हैं जो एक कॉपीराइट में निहित हैं अब हम उल्लेख करते हैं कि कॉपीराइट बड़े पैमाने पर दूसरों को कॉपी करने से रोकने दूसरों को कॉपीराइट कार्य को प्रसारित करने या बेचने से रोकने का अधिकार है लेकिन कुछ नैतिक अधिकार हैं जो कॉपीराइट में मौजूद हो सकते हैं लेखक के रूप में पहचाने जाने का अधिकार एक आदर्श अधिकार है और काम के अपमानजनक उपचार पर आपत्ति करने का अधिकार भी एक आदर्श अधिकार है जो लेखक के साथ निहित है अब एक समानांतर और पेटेंट कानून के तहत एक आविष्कारक को एक आविष्कारक के रूप में उल्लिखित होने का अधिकार होगा कि भले ही वह आविष्कार का मालिक न हो वह कहता है कि उसने आविष्कार को एक कर्मचारी होते हुए बनाया इसलिए वह आविष्कार का मालिक नहीं है उसने आविष्कार का निर्माण किया है और उसने किसी अन्य व्यक्ति को आविष्कार सौंपा है वह मालिक नहीं माना जाता है लेकिन भले ही यह मालिक माना जाना बंद हो जाए लेकिन उसे आविष्कारक के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है इसी तरह और लेखक जो कार्य की रचना करता है उसे कॉपीराइट के मालिक नहीं होने पर भी लेखक के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है दूसरे शब्दों में कॉपीराइट किसी अन्य व्यक्ति में असाइनमेंट किया जाता है तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए रचना करता है तो आप लेखकों का नाम अभी भी उल्लेख कर सकते हैं या लेखक को मान्यता प्राप्त होने का अधिकार होना चाहिए अगर किसी कॉपीराइट वाले काम के साथ अपमानजनक व्यवहार हो तो क्या होगा परंपरागत रूप से राहत मानहानि के कानून में निहित होगी टोर्ट क़ानून में प्रावधान हैं जहां आप मानहानि का मामला दर्ज कर सकते हैं लेकिन चूंकि नैतिक अधिकारों को अब कॉपीराइट व्यवस्था के तहत मान्यता दी गई है इसलिए एक लेखक अपने नैतिक अधिकारों में किसी भी घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है कॉपीराइट का विषय बौद्धिक योग्यता के आधार पर नहीं है आपके पास बिल कूपन कार्यों करने के लिए प्रोत्साहन देती है